अब मैं इस बिंदु पर फिर से विचार करना चाहूंगा जहां मैंने कहा था कि यह डायोड आदर्श होना चाहिए यदि इसे PV सेल 2 को प्रभावी ढंग से बाईपास करना हो जब यह सिंक की तरह काम कर रहा हो व्यावहारिक रूप से यह डायोड जिसे आप कनेक्ट करेंगे एक आदर्श डायोड नहीं है इसका कट इन वोल्टेज 0 या 0 के करीब नहीं होगा ऐसी स्थिति में क्या यह पीवी सेल 2 को बाईपास करेगा क्या यह सर्किट काम करेगा तो आइए अब हम इस बात पर विचार करें कि यह इन परिस्थितियों में प्रभावी रूप से इस सेल को बाईपास करने वाला है पीवी सेल 2 सिस्टम से बाहर है यह बाईपास है यदि आप विशिष्ट वोल्टेज लेते हैं तो आप देखेंगे कि सोर्स पर वोल्टेज 06 वोल्ट से 07 वोल्ट के क्रम का है यह लोड पर पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए है VT और बाईपास डायोड पर पोटेंशियल भी इस तरह दिखाया गया है यह लगभग 06 से 07 वोल्ट का क्रम है तो PV सेल 1 की सोर्स क्षमता को यह ड्रॉप 06 से 07 वोल्ट प्लस VT ड्रॉप पार कर जाएगा तो प्रभावी रूप से यह डायोड वास्तव में इसे बाईपास नहीं करेगा यदि यह आदर्श नहीं है तो यह केवल तभी काम करेगा जब आप डायोड बनाते हैं बायपास डायोड जिसका कट इन वोल्टेज PV सेल के कट इन वोल्टेज के कम से कम दसवें भाग के बराबर हो यह इस डायोड को PV सेल की तुलना में अधिक महंगा बना देगा तो यह व्यावहारिक समाधान नहीं है तो मीडिया के माध्यम से यह है कि बीच का समाधान यह है कि आप बायपास को पीवी सेल के क्लस्टर में रखते हैं मान लीजिए कि आपके पास श्रेणी क्रम में कुछ 5 PV सेल्स या 10 PV सेल्स या 100 PV सेल्स हैं तो हम कहें कि आपके पास PV सेल्स मॉड्यूल में हैं आप मॉड्यूल के लिए एक बाईपास रख सकते हैं सेल के एक समूह के लिए ऐसे मामले में यह काम करेगा हालांकि ध्यान दें कि मॉड्यूल के भीतर ऋणात्मक पावर के मुद्दे अभी भी होंगे जब तक कि समग्र टर्मिनल वोल्टेज अभी भी धनात्मक है इसलिए अब यदि आप दो एकल PV सेल के बजाय विचार करते हैं तो हम कई PV सेल्स को श्रेणी क्रम में रखते हैं और हम उसको एक मॉड्यूल कहते हैं इसी प्रकार यहां श्रेणी क्रम में में कई PV सेल हैं और हम उसको अन्य मॉड्यूल कह रहे हैं इसलिए आपके पास मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 हैं अब ये दो PV मॉड्यूल श्रेणी क्रम में एक बाहरी लोड से जुड़े हुए हैं अब इन्हें एक बाईपास डायोड से संरक्षित किया जा सकता है क्योंकि इस पीवी मॉड्यूल का वोल्टेज श्रेणी क्रम में जुड़े इस पीवी मॉड्यूल से अधिक होगा यह 35 वोल्ट से 40 वोल्ट के क्रम में होगा और यह एक डायोड के कट इन वोल्टेज से बहुत अधिक होगा जिसे आप बाहरी रूप से यहां लगाएंगे और वह निश्चित रूप से काम करेगा इसलिए यहां मैंने इस बाईपास डायोड को बनाया है जो कि मॉड्यूल 2 को उन परिस्थितियों में बाईपास कर रहा है जब मॉड्यूल 2 ऋणात्मक होने लगता है तो यह मॉड्यूल 2 है जब यह सिंक की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है तो यह बाईपास डायोड प्रभावी ढंग से मॉड्यूल 2 को सर्किट से बाहर ले जाएगा हम यह नहीं जानते हैं कि कौन से मॉड्यूल छाया में रहने वाले हैं इसलिए आपको इस तरह के संरक्षण बाईपास डायोड को प्रत्येक मॉड्यूल में रखना होगा जो सर्किट में है तो आपको मॉड्यूल 1 के लिए भी यहां एक संरक्षण डायोड लगाना चाहिए जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि मॉड्यूल 1 में संरक्षण डायोड भी है जिस भी मॉड्यूल पर छाया होगी और वह सिंक जोन में जाने की कोशिश करेगा तो बाईपास डायोड अपना काम प्रारंभ करेगा और मॉड्यूल के उस हिस्से को प्रभावी ढंग से हटाकर उनकी सुरक्षा करेगा हालाँकि आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूल के भीतर सेल्स का श्रेणी क्रम है वहां और अधिक संरक्षण डायोड हैं वहां डायोड का कुछ संयोजन ऐसा हो सकता है जिसमें आंशिक धनात्मक वोल्टेज हो और कुछ भाग में ऋणात्मक वोल्टेज हो जब तक मॉड्यूल पर समग्र वोल्टेज धनात्मक है तब तक यह डायोड चित्र में नहीं आएगा तो उनमें से कुछ के आंतरिक डायोड सिंक की तरह कार्य कर रहे हैं और वे डीसीपेट कर रहे होंगे लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते मॉड्यूल स्तर पर आप इसे इस तरह से संरक्षित कर सकते हैं श्रेणी क्रम में में ये PV सेल इन मॉड्यूलों को इस तरह से प्रतीकात्मक रूप में प्रभावी रूप से दर्शाया जा सकता है ये मॉड्यूल M1 M2 Mx और इस तरह आगे और प्रत्येक मॉड्यूल में कई पीवी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये संरक्षित बाईपास डायोड हैं और वे इस तरह उन पर जुड़े हुए हैं जैसे कि वे मॉड्यूल की रक्षा करते हैं जब भी मॉड्यूल सिंक बनने की कोशिश करते हैं यदि आंशिक छाया की स्थिति है और कोई भी मॉड्यूल वोल्टेज में परिवर्तन की कोशिश करता है तो ये बाईपास डायोड प्रभावी रूप से उन मॉड्यूल को सर्किट से बाहर निकाल देंगे और उन्हें गर्म होने से बचाने की कोशिश करेंगे और समग्र सर्किट की दक्षता में सुधार करने का भी प्रयास करेंगे